8086 का इंस्ट्रक्शन सेट 8086 छह प्रकार के इंस्ट्रक्शंस का समर्थन करता है अन्य प्रोसेसर की तरह जो हमने देखे है यह अच्छी संख्या में इंस्ट्रक्शन प्रकारों का समर्थन करता है उन्हें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिंग मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में वर्गीकृत किया जा सकता है उनमें से कुछ हमारे लिए सामान्य है कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छी तरह जानते है जैसे डेटा ट्रांसफर अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वगैरह जबकि स्ट्रिंग मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शंस और यह प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए नए है कुछ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस कॉल वगैरह वे प्रोसेसर विशिष्ट है तो हम उन्हें देखेंगे पहली श्रेणी में हमारे पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है इन इंस्ट्रक्शंस का उपयोग रजिस्टर्स मेमोरी लोकेशन्स और IO पोर्ट में डेटा या एड्रेस स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है इन इंस्ट्रक्शंस में दो ऑपरेंड एक सोर्स ऑपरेंड और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड शामिल होते है और ऑपरेंड एक ही आकार के होते है 8086 के मामले में सोर्स एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन या इमीडियेट डेटा हो सकता है और डेस्टिनेशन एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन हो सकता है स्वाभाविक रूप से डेस्टिनेशन इमीडियेट डेटा नहीं हो सकता एक और प्रतिबंध है जैसे आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेमोरी के रूप में नहीं हो सकते इसलिए आपके पास MOV BX SI जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है मेमोरी लोकेशन BX को मेमोरी लोकेशन SI की सामग्री मिलती है तो यह संभव नहीं है यह अनुमति नहीं है इसलिए मेरे पास सोर्स एक रजिस्टर के रूप में और डेस्टिनेशन मेमोरी के रूप में हो सकता है यह एक संभावना है या मेरे पास सोर्स एक मेमोरी के रूप में और डेस्टिनेशन एक रजिस्टर के रूप में हो सकता है या मेरे पास सोर्स एक इमीडियेट डेटा के रूप में और डेस्टिनेशन एक रजिस्टर या मेमोरी के रूप में हो सकता है तो यह संभव हो सकता है लेकिन मेरे पास सोर्स एक मेमोरी के रूप में और डेस्टिनेशन एक मेमोरी के रूप में नहीं हो सकता है यह संभव नहीं है इसलिए आप दोनों को मेमोरी के रूप में नहीं रख सकते और निश्चित रूप से आकार मायने रखता है तो आकार समान होना चाहिए आकार या तो एक बाइट या एक वर्ड होना चाहिए यह स्पष्ट है की एक 8 बिट डेटा को केवल 8 बिट रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित किया जा सकता है और 16 बिट डेटा को 16 बिट रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि आप विभिन्न श्रेणियों के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को देखते है तो पहली श्रेणी में हमारे पास MOV रजिस्टर 2 मेमोरी MOV reg 2 memory है यहां पहला ऑपरेंड रजिस्टर है दूसरा ऑपरेंड मेमोरी है या दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी हो सकता है जैसे MOV रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 में रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 की सामग्री मिलती है MOV मेमोरी रजिस्टर 1 में मेमोरी को रजिस्टर 1 की सामग्री मिलती है MOV रजिस्टर 2 मेमोरी में मेमोरी की सामग्री रजिस्टर 2 में मिलती है जैसा कि मैं बता रहा था कि MOV मेमोरी मेमोरी MOV memory memory जैसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इसलिए हमारे पास मेमोरी के रूप में दोनों ऑपरेंड नहीं हो सकते है हमारे पास MOV रजिस्टर मेमोरी डेटा MOV reg memory data हो सकता है इसलिए यह इमीडियेट मोड है तो आप कुछ इमीडियेट डेटा को रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में स्थानांतरित कर सकते है तो उस श्रेणी में आप डेटा को रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित कर सकते है एक और इंस्ट्रक्शन है जो 8085 प्रकार के प्रोसेसर में नहीं है जो कि एक्सचेंज XCHG है यह दो रजिस्टर्स या एक मेमोरी लोकेशन और एक रजिस्टर की सामग्री को एक्सचेंज करेगा तो यह XCHG रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 XCHG reg2 reg 1 उन दो रजिस्टर्स की सामग्री एक्सचेंज हो जाएगी या हमारे पास यह XCHG मेमोरी रजिस्टर 1 हो सकता है तो इस मेमोरी लोकेशन की सामग्री रजिस्टर 1 के साथ एक्सचेंज हो जाएगी इस तरह से हमारे पास यह XCHG इंस्ट्रक्शन हो सकता है अब चूंकि इस तरह के एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह एक्सचेंज पहले इस रजिस्टर 2 को कुछ अस्थायी रजिस्टर में ले जाने के बराबर है और फिर हम इस रजिस्टर 1 को रजिस्टर 2 में भेज सकते है और फिर अंत में इस अस्थायी मूल्य को रजिस्टर 1 में ले जाया जा सकता है इस तरह इस रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 सामग्री एक्सचेंज हो जाती है लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे है तो इसका मतलब है कि इसके लिए तीन इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों के लिए कई मामलों में कठिनाई पैदा करता है हमें कुछ सुविधा की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा एक ही इंस्ट्रक्शन में हम एक मेमोरी स्थान की सामग्री को पढ़ सकते है और इसकी सामग्री को बदल सकते है इसलिए उस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के लिए उस प्रकार की सुविधाओं के लिए हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन होने की आवश्यकता है जो इन सभी चीजों को करने में सक्षम होगा इसीलिए यह एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन उनके लिए उपयोगी हो सकता है तो यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन उद्देश्य के लिए पेश किया गया है इसके बाद हम अन्य डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंसजैसे पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस पर गौर करेंगे इस पुश रजिस्टर 16 इंस्ट्रक्शन द्वारा 16 बिट रजिस्टर को पुश किया जा सकता है जैसे आप Push AX लिख सकते है आपके पास Push BX जैसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते है तो इस BX रजिस्टर सामग्री को पुश किया जाएगा पहले इस स्टैक पॉइंटर को 2 से घटाया जाता है और फिर यह मेमोरी एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस स्टैक सेगमेंट SSगुणा 16 प्लस इस स्टैक पॉइंटर से बनाया जाता है फिर हायर आर्डर बाइट इस MA पर जाएगा और यह लोअर आर्डर बाइट MAs 1 पर जाता है इस तरह दो क्रमिक बाइट्स सेट किए जाएंगे इसी तरह आपके पास पुश मेमोरी जैसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते है तो यहाँ भी स्टैक पॉइंटर को 2 से घटाया जाता है फिर यह मेमोरी एड्रेस बनता है और फिर इस मेमोरी लोकेशन से शुरू के दो बाइट्स को स्टैक में धकेल दिया जाएगा हमारे पास पुश का विपरीत पॉप इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ केवल एक चीज यह है कि स्टैक से सामग्री मिलने के बाद स्टैक पॉइंटर को दो से बढ़ा दिया जाता है तो यह रजिस्टर 16 है यहाँ स्टैक से सामग्री इन दो स्थानों से आ रही है और फिर स्टैक पॉइंटर को 2 से बढ़ा दिया जाएगा और इसी तरह अगर यह पॉप मेमोरी है तो यहां भी वही है इसलिए इन दो स्टैक मेमोरी लोकेशंस से सामग्री यहां निर्दिष्ट मेमोरी एड्रेस पर आ जाएगी और फिर स्टैक पॉइंटर को 2 से बढ़ा दिया जाएगा इसलिए इस डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास यह पुश पॉप हो सकता है फिर अन्य इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास है वह इनपुट भाग है जिसके द्वारा हम कुछ पोर्ट तक पहुँच सकते है और आउटपुट भाग जिसके द्वारा हम कुछ आउटपुट को आउटपुट पोर्ट में स्थानांतरित कर सकते है तो IN AL DL यह 16 बिट के लिए है इसलिए जैसा कि आप जानते है कि हमने कहा कि यह 16 बिट पोर्ट एड्रेस के लिए है तो यह इनडायरेक्ट एड्रेस है तो पोर्ट एड्रेस यह DX वैल्यू को एड्रेस बस में डाल दिया जाएगा और उस विशेष पोर्ट की सामग्री AL रजिस्टर पर आ जाएगी और इस इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन यह AX है इसलिए इसे 16 बिट पोर्ट के रूप में लिया जाता है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि एड्रेस बस में यह DX वैल्यू प्राप्त करने पर पोर्ट चयनित हो जाएगा और यह 16 बिट पोर्ट वैल्यू AX रजिस्टर पर आ जाएगा 8 बिट पोर्ट एड्रेस को हम सीधे निर्दिष्ट कर सकते है तो एड्रेस 8 यह 8 बिट इमीडियेट वैल्यू है इसलिए हम सीधे वहां कुछ 8 बिट पोर्ट एड्रेस निर्दिष्ट कर सकते है तो यह डायरेक्ट पोर्ट एक्सेस है और यह इनडायरेक्ट पोर्ट एक्सेस है तो IN AL addr 8 में परिणामस्वरूप उस पोर्ट से मूल्य AL रजिस्टर में आ जाएगा IN AX addr 8 में 8 बिट पोर्ट एड्रेस डाला गया है लेकिन पोर्ट 16 बिट पोर्ट है तो यह 16 बिट मूल्य डेटा बस पर देता है और वह AX रजिस्टर पर आता है IN की तरह हमें OUT इंस्ट्रक्शंस मिले है तो OUT DXAL एक प्रकार के इंस्ट्रक्शंस या OUT address 8 AL एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है इस तरह से वे IN इंस्ट्रक्शंस के लिए केवल काउंटर पार्ट्स है आगे हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस मिले है अब तक हमने इस डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को देखा था अब हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मिल गया है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमें पहला अनुकरणीय इंस्ट्रक्शन ADD मिला है इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 यह दो ऑपेरंड्स के रूप में हो सकता है और अर्थ यह है कि रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 प्लस रजिस्टर 2 की सामग्री मिल जाएगी फ्लैग्स प्रभावित होते है यह सीधे यहां निर्दिष्ट नहीं हैलेकिन स्टेटस फ्लैग पर चर्चा करते समय हमने देखा है कि इस ऑपरेशन को करने से फ्लैग्स प्रभावित हो जाएंगे इसी तरह दूसरा ऑपरेंड मेमोरी भी हो सकता है तो आपके पास ADD रजिस्टर 2 मेमोरी ADD register 2 memory जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते है तो रजिस्टर 2 को रजिस्टर 2 प्लस मेमोरी मिलती है तो आपके पास रजिस्टर के रूप में कम से कम एक ऑपरेंड हो सकता है दोनों ऑपरेंड मेमोरी नहीं हो सकते यहां आपको तीसरा इंस्ट्रक्शन मिला है ADD मेमोरी रजिस्टर 1 ADD memory register1 इसलिए मेमोरी को मेमोरी की सामग्री प्लस रजिस्टर 1 मिलती है तो मेमोरी को एक एड्रेस के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है जो विभिन्न मोड में निर्दिष्ट है जिसे हमने पहले देखा है फिर हमें इमीडियेट एडिशन मिला है ADD रजिस्टर डेटा Add register data जहां डेटा एक इमीडियेट डेटा है तो रजिस्टर में रजिस्टर प्लस डेटा मिलेगा या आपके पास ADD memory data हो सकता है जहां डेटा को मेमोरी सामग्री के साथ जोड़ा जाएगा इमीडियेट डेटा जोड़ा जाएगा और सामग्री अपडेट की गई है फिर हमारे पास यह ADD A data हो सकता है इसलिए हम सीधे इस इमीडियेट वैल्यू AL और AX को निर्दिष्ट कर सकते है AL के साथ यह 8 बिट डेटा जोड़ा जाएगा या AX के साथ यह 16 बिट डेटा जोड़ा जाएगा फिर ADC है जो कि ADD विथ कैरी इंस्ट्रक्शन है यह ADD के समान है लेकिन यह कैरी के साथ है इसमें कैरी फ्लैग को भी जोड़ा जाएगा तो इस रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 प्लस रजिस्टर 2 प्लस कैरी फ्लैग मिलेगा यह ADD के समान है लेकिन इस कैरी फ्लैग को भी समेशन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा फिर सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन SUB है यह फिर से इस ADD इंस्ट्रक्शन के समान है लेकिन उदाहरण के लिए यह SUB register 2 register 1 तो रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 माइनस रजिस्टर 2 मिलेगा अन्यथा यह समान है इसलिए हमने जो भी ADD के लिए प्राप्त किया है वही SUB के लिए सही है और निश्चित रूप से फ्लैग सेटिंग्स अलग होगी इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग जीरो फ्लैग को उस सामग्री के आधार पर सेट किया जाएगा जो आपको वहां मिल रही है फिर सब्ट्रैक्ट विथ बॉरो इंस्ट्रक्शन ठीक वैसे ही जैसे कि हमें ADD विथ कैरी मिला हैवैसे ही हमारे पास यह सब्ट्रैक्ट विथ बॉरो है तो ऑपरेशन यह है कि रजिस्टर 2 को रजिस्टर 1 माइनस रजिस्टर 2 माइनस कैरी फ्लैग भी मिलता है तो परिणामस्वरूप यह कैरी भी घटाया जाता है बॉरो भी घटाया जाता है इसलिए यदि आप मल्टी बाइट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कह रहे है तो यह ADC और SBB इंस्ट्रक्शन उपयोगी हो सकता है हमने पहले देखा है कि मल्टी बाइट एडिशन के लिए यह उपयोगी हो सकता है तो एक बाइट एडिशन से कुछ कैरी या बॉरो उत्पन्न होता है और फिर जोड़ते या घटाते समय उस बाइट को अगली बाइट में लिया जाता है तो हम इस कैरी या बॉरो पर विचार कर सकते है इस तरह से हमारे पास यह सब्ट्रैक्ट विथ बॉरो प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उपयोगी हो सकते है फिर इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है यह सिर्फ कुछ रजिस्टर को 1 से बढ़ाएगा तो INC reg 8 यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 को 1 बीट से बढ़ाएगा इंक्रीमेंट रजिस्टर 16 यह रजिस्टर 16 को वैल्यू 1 से बढ़ाएगा और फिर इंक्रीमेंट मेमोरी तो यह मेमोरी लोकेशन को 1 से बढ़ाएगा इंक्रीमेंट के ठीक विपरीत हमें डिक्रिमेंट इंस्ट्रक्शन मिला है तो डिक्रिमेंट रजिस्टर 8 यह रजिस्टर 8 को 1 से घटाएगा तो इस तरह आप किसी भी 8 बिट रजिस्टर को यहाँ निर्दिष्ट कर सकते है और फिर उस मूल्य को घटा दिया जाएगा फिर मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन तो मल्टीप्लाई रेजिस्टर्स इसमें क्या होगा कि AX रजिस्टर को AL गुना रजिस्टर 8 की सामग्री मिलेगी गुणन के लिए दो संख्याएँ है जिन्हें हम गुणा करना चाहते है तो पहला नंबर AL रजिस्टर में होना चाहिए दूसरी संख्या को आप कुछ रजिस्टर में रख सकते है और उस रजिस्टर नाम का उल्लेख कर सकते है उदाहरण के लिए आप MUL CL की तरह कह सकते है तो क्या होगा AL रजिस्टर में मेरे पास कुछ सामग्री है जिसे इस CL रजिस्टर से गुणा किया जाएगा क्योंकि दोनों 8 बीट रजिस्टर है इसलिए परिणाम 16 bit वैल्यू होगा AX रजिस्टर 16 बीट को धारण करेगा उसमें से AL लोअर ऑर्डर 8 बिट को धारण करेगा और AH हायर ऑर्डर 8 बिट को धारण करेगा अब यदि ऑपरेशन 16 बिट गुणन है जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन MUL CX कहते है तो 8 बिट के बजाय यह 16 बिट गुणन है तो यह उम्मीद की जाती है कि AX रजिस्टर दूसरे ऑपरेंड को रखता है और CX अन्य रजिस्टर ऑपरेंड है जो हमारे पास है तो AX को CX से गुणा किया जाएगा परिणामस्वरूप यह गुणन 32 बिट आउटपुट उत्पन्न करेगा इस 32 बिट आउटपुट में से DX रजिस्टर हायर ऑर्डर 16 बिट को रखेगा और AX रजिस्टर लोअर ऑर्डर 16 बिट को धारण करेगा इस प्रकार यह गुणन इंस्ट्रक्शन होगा फिर IMUL इंस्ट्रक्शन इन्टिजर मल्टिप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है तो यह गुणन ऑपरेशन समान है लेकिन यह पूर्णांकों के लिए है इसी तरह हमें यह डिवीजन ऑपरेशन मिल गया है तो रजिस्टर या मेमोरी के साथ डिवीजन इस डिवीजन में AL रजिस्टर 8 द्वारा विभाजित इस AX को धारण करेगा तो यह भागफल AL रजिस्टर में जाएगा और AH को शेष भाग मिलेगा तो AX MOD तो वह AH रजिस्टर में जाएगा जो भी रजिस्टर निर्दिष्ट किया गया है उसका उपयोग AX रजिस्टर की सामग्री को विभाजित करने के लिए किया जाएगा और AL रजिस्टर को यह भागफल भाग मिलेगा और AH रजिस्टर शेष भाग को रखेगा 32 बिट डिवीजन के लिए भाज्य DX और AX जोड़ी में समाहित है DX हायर ऑर्डर 16 बिट को रखेगा और AX के पास लोअर ऑर्डर 16 बिट होगा और इसे इस रजिस्टर 16 से विभाजित किया जाएगा यदि आप कुछ लिखते है जैसे DIV BX जहां यह 16 बिट डिवीजन है तो यह क्या करेगा तो DXAX को BX द्वारा विभाजित किया जाएगा तो यह एक भागफल और शेष भाग का उत्पादन करेगा तो भागफल AX रजिस्टर में जाएगा और शेष भाग DX रजिस्टर में उपलब्ध होगा तो इस तरह यह विभाजन करता है इसी तरह रजिस्टर्स के बजाय आपके पास यह मेमोरी ऑपरेंड भी हो सकता है अन्यथा यह समान है ऑपरेशन समान है तो हमें यह अन्य डिवीजन भी मिल गया है यह IDIV इंस्ट्रक्शन इस दूसरे डिवीजन ऑपरेशन के लिए है जो हमारे पास हो सकता है फिर हमें कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन मिला है तो यह दो रजिस्टर्स की तुलना करेगा या एक मेमोरी लोकेशन के साथ एक रजिस्टर की तुलना करेगा लेकिन आपके पास समान चीजे नहीं हो सकती है जैसे कि आप दोनों लोकेशंस को दोनों ऑपरेंड को मेमोरी के रूप में नहीं रख सकते है यह संभव नहीं है तो यहाँ फ्लैग्स मॉडिफाइड हो जायेंगे जैसे कंपेयर रजिस्टर 2 रजिस्टर 1Compare register 2 register1 तो यह क्या करेगा मॉडिफाइड फ्लैग रजिस्टर 2 माइनस रजिस्टर 1 के मान पर निर्भर करेगा यदि रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 से अधिक है फिर कैरी फ्लैग 0 होगा जीरो फ्लैग 0 होगा और साइन फ्लैग भी 0 होगा अगर रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 से कम है तो कैरी फ्लैग 1 है जीरो फ्लैग 0 है और साइन फ्लैग 1 है इसलिए इसके द्वारा हम इस लेस दयान कंडीशन की जाँच कर सकते है इस कंपैरिजन के बाद यदि आप जम्प ऑन लेस या ऐसा कुछ करते है और अगर यह कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग सेट किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि यह एक तुलना है जहां रजिस्टर 2 वास्तव में रजिस्टर 1 से कम था समानता की स्थिति के लिए यह कैरी फ़्लैग 0 है साइन फ़्लैग भी 0 है और यह ज़ीरो फ़्लैग 1 पर सेट है इसके साथ आपके पास जम्प ऑन जीरो जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते है कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के बाद बाकी चीजें समान है तो आपको यह कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन मिला है जिसमे एक ऑपरेंड मेमोरी हो सकता है हमारे पास इमीडियेट डेटा के साथ कंपैरिजन भी हो सकता है जैसे कंपेयर रजिस्टर डेटा Compare register data जहां डेटा यह एक इमीडियेट ऑपरेंड है तो आप यह तुलना कर सकते है जैसे कि यदि रजिस्टर डेटा से अधिक है तो ये फ्लैग इस तरह सेट किए जाएंगे अगर यह डेटा से कम है तो फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी इस तरह हम अलग अलग फ्लैग सेटिंग्स कर सकते है और हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यह कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन हो सकता है इमीडियेट ऑपरेंड्स में आपके पास 8 बिट डेटा हो सकता है या आपके पास 16 बिट डेटा हो सकता है 8 बिट डेटा के लिए हमारे पास कंपेयर AL डेटा 8 Compare AL data 8 जैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते है इस तरह आप 8 बिट डेटा वहाँ रख सकते है तो यहाँ फिर से ऑपरेशन समान है तो AL माइनस डेटा 8 किया जाएगा यदि AL डेटा 8 से अधिक है तो फ्लैग कुछ इस तरह से सेट किए जाएंगे अन्यथा फ्लैग अलग तरह से सेट किए जाएंगे इसलिए यदि आप इस AX को निर्दिष्ट कर रहे है तो आप 16 बिट की तुलना भी कर सकते है इस तरह यह बहुत अधिक फ्लेक्सिबल है दोनों 8 बिट और 16 बिट तुलना संभव है आगे हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पर गौर करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वे है जहां हम लॉजिकल ऑपरेशन्स कर रहे है जैसे AND OR XOR टेस्टिंग या शिफ्टिंग तो पहला AND ऑपरेशन है तो AND A डेटा यह AL रजिस्टर का Anding कुछ डेटा 8 के साथ करेगा जैसे 8 बिट डेटा तो इमीडियेट मोड के तहत AL को 8 बिट डेटा के साथ AL एंडेड मिलेगा या इमीडियेट मोड के तहत 16 बिट डेटा के लिए यह 16 बिट डेटा के साथ AL एंडेड मिलेगा तो OR इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से वही बात हमारे पास यह रजिस्टर 2 या मेमोरी हो सकता है जैसे हमारे पास यह रजिस्टर 2 OR मेमोरी हो सकता है इसलिए ये दो रजिस्टर कंटेंट ऑर्ड होंगे और परिणाम रजिस्टर 2 में उपलब्ध होगा आपके पास यह इमीडियेट डेटा भी हो सकता है जैसे आप OR रजिस्टर या मेमोरी डेटा लिख सकते है तो आप ऐसा कह सकते है AX कुछ 16 बिट डेटा ताकि 16 बिट डेटा इस रजिस्टर के साथ OR होगा और परिणाम AX रजिस्टर में उपलब्ध होगा तो इस तरह से हमारे पास 16 बिट डेटा के साथ यह OR हो सकता है या रजिस्टर लिखने के बजाय आप इस मूल्य को AL और AX रजिस्टर्स में इस OR के 8 बिट ऑपरेशन्स करने के लिए भी ले सकते है इंस्ट्रक्शंस के अगले महत्वपूर्ण श्रेणी में हमारे पास स्ट्रिंग मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है यह एक नयी इंस्ट्रक्शन श्रेणी है जो हमारे पास 8086 में है स्ट्रिंग बाइट्स या वर्ड का कोई अनुक्रम है इसके विपरीत जो हम एक स्ट्रिंग के बारे में जानते है वह एक कॅरक्टर स्ट्रिंग या उस तरह की चीजें है इसलिए 8086 प्रोसेसर के मामले में यह नंबर्स और कॅरक्टर के बीच अंतर नहीं कर सकता है यही कारण है कि बाइट्स या वर्ड्स के किसी भी क्रम को एक स्ट्रिंग के रूप में लिया जाता है तो इस इंस्ट्रक्शन सेट में स्ट्रिंग मूवमेंट कंपैरिजन स्कैन लोड और स्टोर के लिए इंस्ट्रक्शन शामिल है तो इस तरह से ये विभिन्न स्ट्रिंग मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शंस 8086 प्रोसेसर में उपलब्ध है एक REP इंस्ट्रक्शन रिपीट इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स है तो इसका उपयोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्युशन को दोहराने के लिए किया जाता है इसलिए यदि आप REP कहते है तो इंस्ट्रक्शन दोहराया जाएगा इंस्ट्रक्शन का एक्सेक्युशन दोहराया जाएगा फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है जो S SB या SW के साथ समाप्त होते है जैसे MOV इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के बीच सामान्य मूवमेंट है जबकि MOVS स्ट्रिंग मूवमेंट है और MOVS B बाइट स्ट्रिंग मूवमेंट है और MOVS W वर्ड स्ट्रिंग मूवमेंट है तो हमारे पास इस तरह के MOVS B MOVS W हो सकते है फिर CMPS CMPS B CMPS W जैसे इंस्ट्रक्शन है SI रजिस्टर में सोर्स ऑपरेंड का ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस है और DI रजिस्टर में डेस्टिनेशन ऑपरेंड है इसलिए हमें SI DI रजिस्टर पेअर मिला है जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को रखता है इस डायरेक्शन फ्लैग की स्थिति के आधार पर SI और DI रजिस्टर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते है इसलिए प्रत्येक बाइट या वर्ड ट्रांसफर के बाद ये SI और DI रजिस्टर अपने आप अपडेट हो जाएंगे इसलिए DF फ्लैग हमें डायरेक्शन बताएगा और उसके आधार पर इसे अपडेट किया जाएगा यदि DF 0 के बराबर है तो बाइट ट्रांसफर के लिए इस SI और DI को 1 से बढाया जाएगा और वर्ड ट्रांसफर के लिए 2 बढाया जाएगा इसलिए यदि यह MOVS B प्रकार का इंस्ट्रक्शन है तो एक ट्रांसफर के बाद SI और DI को 1 से बढ़ा दिया जाएगा यदि यह MOVS W प्रकार का इंस्ट्रक्शन है तो यह वृद्धि 2 से करेगा और अगर DF 1 के बराबर है फिर बढ़ाने के बजाय वैल्यूज को घटाया जाएगा इसलिए इस तरह हमारे पास यह स्ट्रिंग मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शन हो सकता है तो यह REP रिपीट प्रीफिक्स तो यह REP प्रीफिक्स REPZ या REPE हो सकता है इसलिए यह रिपीट कंपेयर CMPS या स्कैन SCAS इंस्ट्रक्शन है जब तक ZF फ्लैग 0 के बराबर हो जाता है जब CX 0 के बराबर नहीं है और ZF 1 के बराबर है तो यह स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को दोहराएगा और हर ट्रांसफर के बाद यह CX बिट अपडेट किया जाएगा इसलिए CX को CX 1 में अपडेट किया जाएगा इसलिए हम प्रीफिक्स को दोहरा सकते है हम इस कंपेयर या स्कैन इंस्ट्रक्शंस को भी दोहरा सकते है इस तरह REPNZ इस CMPS या इस SCAS इंस्ट्रक्शन को तब तक दोहराते है जब तक कि यह जीरो फ्लैग 1 के बराबर न हो जाए इसलिए ZF 1 के बराबर होने तक यह ऑपरेशन को दोहराता रहेगा और दोनों मामलों में प्रत्येक एक्सेक्युशन के बाद यह CX रजिस्टर वैल्यू को 1 से घटा देगा तो MOVS इंस्ट्रक्शन हमें MOVS इंस्ट्रक्शन दो प्रकार के मिले है MOVS B और MOVS W MOVS B इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है कि सोर्स भाग के लिए मेमोरी एड्रेस की गणना DS गुना 16 प्लस SI के रूप में की जाती है और डेस्टिनेशन भाग के लिए यह MAE जो कि ES गुना 16 प्लस DI है फिर मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री को मेमोरी लोकेशन MAE पर स्थानांतरित कर दिया जाता है अब यदि DF 0 के बराबर है तो इस ट्रांसफर को करने के बाद DI वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाता है और SI वैल्यू को 1 से घटाया जाता है और यदि DF 1 के बराबर है तो DI और SI वैल्यूज को 1 से घटा दिया जाता है इसी तरह यह MOVS W इंस्ट्रक्शन है यह MOVS B के समान है लेकिन इंक्रेमेंटिंग और डेक्रेमेंटिंग में यहा दो बाइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे जैसे इस MAE को मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री मिलेगी और मेमोरी लोकेशन MAE1 में मेमोरी लोकेशन MA1 की सामग्री मिलेगी और इसके बाद DI और SI वैल्यूज को 2 से घटाया या बढ़ाया जाता है इस तरह से यह MOVS इंस्ट्रक्शन उपयोगी हो सकता है हमें CMPS या कंपेयर इंस्ट्रक्शन मिला है CMPS इंस्ट्रक्शन के दो प्रकार है CMPS B और CMPS W CMPS B इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गणना MOVS इंस्ट्रक्शन के समान है तो यह MA और MAE वैल्यू की गणना की जाती है और फिर उन लोकेशंस की ASCII वैल्यू को कंपेयर किया जाता है यदि मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री मेमोरी लोकेशन MAE की सामग्री से ज्यादा है तो फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी यदि मेमोरी लोकेशन MA की सामग्री मेमोरी लोकेशन MAE की सामग्री से कम है तो फ्लैग सेटिंग्स इस तरह होगी तो इस तरह आपके पास विभिन्न फ्लैग सेटिंग्स हो सकती है बाइट ऑपरेशन के लिए इन DI वैल्यूज को 1 से अपडेट किया जाएगा और वर्ड ऑपरेशन के लिए इन्हें 2 से अपडेट किया जाएगा DF बीट के आधार पर यह अपडेशन एडिशन हो सकता है या अपडेशन सबट्रैक्शन हो सकता है यदि DF बीट 0 है तो DI और SI वैल्यूज को बढ़ाया जा सकता है और यदि DF बीट 1 है तो DI और SI वैल्यूज को घटाया जा सकता है तो इस तरह से हम स्ट्रिंग बाइट और स्ट्रिंग वर्डके बीच तुलना कर सकते है फिर हमारे पास स्कैन इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिंग बाइट या वर्ड को अक्यूमलेटर के साथ स्कैन करें तो SCAS B SCAS B में केवल डेस्टिनेशन एड्रेस को लिया जाता है तो ES DI एड्रेस की गणना की जाती है तो यह MAE है और फिर इसकी तुलना AL रजिस्टर से की जाएगी तो इसकी तुलना किसी अन्य सोर्स ब्लॉक से नहीं की जाती है बल्कि AL रजिस्टर से इसकी तुलना की जाती है मूल रूप से AL रजिस्टर में आप एक विशेष कैरेक्टर डाल सकते है और आप उस कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग में स्कैन करने का प्रयास कर सकते है इस तरह यह स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को खोजने के लिए बहुत ही सामान्य ऑपरेशन है इसे SCAS B इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए यदि AL MAE से अधिक है तो यह स्टैंडर्ड कंपैरिजन की सेटिंग्स है यदि कैरेक्टर AL के साथ मेल खाता है तो यह जीरो फ्लैग समान होगा तो आप इसकी तुलना कर सकते है और मैचिंग प्राप्त कर सकते है और यदि DF 0 के बराबर है तो DI को इंक्रीमेंट किया जाएगा यदि DF 1 के बराबर है तो DI को डिक्रिमेंट किया जाएगा हमारे पास 16 बिट कंपैरिजन भी हो सकता है तो SCAS W वास्तव में यहां AX की तुलना AL और MAE के साथ की जाएगी और फिर यदि AX MAE और MAE 1 से अधिक है तो फिर यह फ्लैग सेट हो जाएंगे तो यह सामग्री AX MAE MAE 1 होनी चाहिए तो इन दो वैल्यूज की तुलना की जानी चाहिए और अगर AX इस मात्रा से अधिक है तो फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी अन्यथा फ्लैग सेटिंग इस तरह होगी तो इस तरह से आपके पास यह मेमोरी ऑपरेशनयह स्ट्रिंग ऑपरेशन कंपैरिजन करने के लिए SCAS इंस्ट्रक्शन हो सकता है